सभी को नमस्कार पिछले क्लास में हमने देखा था कि यदि हमें एक बुलियन फंक्शन दिया जाए तो उससे ट्रुथ टेबलकैसे बना सकते हैं और एक बुलियन फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमने यह भी देखा कि बुलियन अलजेब्रा के माध्यम से एक बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं और उसका मिनिमाइजड वर्जन हमें मिल सकता है फिर हमने शेनन का एक्सपांशन थ्योरम भी डिस्कस किया आज की क्लास में ट्रुथ टेबल का कैनॉनिकल रिप्रेजेंटेशन मिनटर्मस और मैक्सटर्मस के माध्यम से का डिस्कशन करेंगे हम यह भी डिस्कस करेंगे कैनॉनिकल रिप्रेजेंटेशन और उसका 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन कैसे मिल सकता है साथ ही हम मल्टीलेवल इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हम पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक से इस लेक्चर को खत्म करेंगे पिछले लेक्चर में हमने शेनन का एक्सपांशन थ्योरम का नेस्टेड वर्जन पर खत्म किया था और हम एक टू वेरिएबल प्रॉब्लम पर पहुंचे थे और हमने उदाहरण के तौर पर x प्लस x प्राइम y के बारे में देखा था अब इसे हम इस वक्त नहीं देखेंगे यह इसका ट्रुथ टेबल है इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं कि 4 ऐसे टर्मस है और यह सारे टर्मस शेनन के एक्सपांशन थ्योरम से एसोसिएटेड है यदि हम कंपेयर करें तो यह टर्मस है यह फाइनल एक्सप्रेशन में था जो हमने फॉर्म किया था तो इन्हें हम प्रोडक्ट टर्मस कहते हैं जिसे आखिर में हम सम करते हैं याने की AND टर्मस जिसे हम आखिर में OR करते हैं तो यहां जो इंटरेस्टिंग चीज है वह यह कि केवल वही जिस का फंक्शन आउटपुट 1 है उससे हम समेशन प्रोसेस या ORing प्रोसेस में कंसीडर करते हैं जिसका फंक्शन आउटपुट 0 है उसे हम एक्सक्लूड करते हैं दूसरी इंट्रस्टिंग चीज यह कि अगर आप xy कॉन्बिनेशन को देखें तो जब दोनों x और y 0 है तो करेस्पॉन्डिंग टर्म x प्राइम और y प्राइम है और अगर 0 1 रहा तो x इक्वल टू 0 है याने की x प्राइम और y अनकंपलीमेंटेड ही रहेगा अगर x 1 और y 0 हो तो x और y प्राइम रहेगा अगर दोनों 1 रहा तो दोनों ही अनकंपलीमेंटेड रहेंगे तो यह करेस्पॉन्डिंग टर्म है जो हमें मिलता है जिसे हम मिनटर्म भी कहते हैं इस टू वेरिएबल प्रॉब्लम में तो यह मिनटर्म या फंडामेंटल प्रोडक्ट या कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और कुछ नहीं है बल्कि एक प्रोडक्ट टर्म है जिसमें सारे वैरियेबल्स रहते हैं तो यहां पर जो x वह मिनटर्म नहीं है पर x प्राइम y एक मिनटर्म है क्योंकि इसमें सारे वैरियेबल्स है सारे वैरियेबल्स कंप्लीमेंटेड या अनकंप्लीमेंटेड वर्जन में हो सकते हैं या फिर प्राइम या अनप्राइम वर्जन में हो सकते हैं वह मैटर नहीं करता है तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हर एक टू वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए 4 मिनटर्मस पॉसिबल है तो यह x प्राइम y प्राइम x y प्राइम और x y है तो हम क्या करेंगे तो अपने सहूलियत के लिए हम इसे m0 m1 m2 m3 ऐसे टर्म करेंगे यह जो सफिक्स हमने इस्तेमाल किया है 0 1 2 3 वह इन x y वैल्यूस के डेसिमल इक्विवेलेंट से आ रहा है तो 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है 0 1 का 1 है 1 0 का 2 है 11 का 3 है तो इसलिए m0 m1 m2 m3 ऐसे मेंशन किया है आखिर में फंक्शन मिलने के लिए हम इन सारे मिनटर्मस जिनका वैल्यू 1 है फंक्शन आउटपुट में उन सबका OR लेंगे तो वह एक 2 वेरिएबल उदाहरण था 3 वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे तो हमारे पास उसके करेस्पॉन्डिंग मिनटर्मस रहेंगे इन मिनटर्मस में तीनों वैरियेबल्स रहेंगे और इन 3 वैरियेबल्स से 8 पॉसिबिलिटीज होंगे तो 0 0 0 वाले इनपुट कॉन्बिनेशन के लिए मिनटर्म x प्राइम y प्राइम z प्राइम रहे तो जहां पर भी 0 है उसका करेस्पॉन्डिंग टर्म में प्राइम रहेगा 0 0 1 के लिए x प्राइम y प्राइम z है क्योंकि z इक्वल टू 1 है तो z अनप्राइमड या अनकंप्लीमेंटेड रहेगा तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे तब तक जब तक सारा 1 नहीं हो जाता जहां पर वह x y z रहेगा तो उसका करेस्पॉन्डिंग नोटेशन m0 m1 m2 ऐसे जाते हुए m7 तक रहेगा जो कि इस प्लेस का डेसिमल इक्विवेलेंट है तो हमने पहले ही नोट किया है की 7 का बायनरी इक्विवेलेंट 1 1 1 है यह प्लेस वैल्यू 4 है यह प्लेस वैल्यू 2 है यह प्लेस वैल्यू 1 है तो अगर इसे हम मल्टिप्लाई करते हैं 1 2 और 4 से तो हर एक केस के लिए 4 प्लस 2 प्लस 1 जिसका उत्तर 7 है इस केस के लिए यह 4 है यह 2 है और यह 0 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो इसका उत्तर 6 है तो यह m6 है तो इस तरीके से हमें डेसिमल इक्विवेलेंट मिलता है और उसका करेस्पॉन्डिंग नोटेशन को हम प्रजेंट करते हैं यदि हम इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल को देखें तो इसे हमने पहले देखा है पर यहां हम उसे इस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे एक दिया हुआ ट्रुथ टेबल को हम उसके करेस्पॉन्डिंग बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं यहां पर हम वह एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जिसमें मिनटर्मस है तो हम उन सारे टर्म्स को देखेंगे जिसके पास 1 है तो 1 2 3 4 5 यह सारे टर्म्स है जिसके पास 1 है तो 5 मिनटर्मस रहेंगे जिसे सम करना है करेस्पॉन्डिंग बुलियन एक्सप्रेशन मिलने के लिए तो यह एक है जहां पर पहला टर्म x 0 y और z 1 है जिसके लिए मिनटर्म जनरेट हो रहा है तो यह x प्राइम क्योंकि वह 0 है और yz है तो इसका मतलब x प्राइम yz है अगला वाला x इक्वल टू 1 है तो x ही रहेगा और y 0 है और z 0 है तो y प्राइम z प्राइम रहेगा तो यह x y प्राइम z प्राइम रहेगा तो इस तरीके से हमें सारे 5 टर्मस मिलेंगे यह 5 टर्मस अब देख सकते हैं m3 m4 m5 m6 और m7 है हम एक कंपैक्ट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक समेशन साइन है जहां m का मतलब मिनटर्म है और 3 4 5 6 7 उनका करेस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट प्लेसेस है तो फाइनली इन सबको हम सम करते हैं इसे हम कैनॉनिकल फॉर्म कहते हैं एक नॉर्मल SOP फॉर्म हो सकता है जो हमने कुछ देर पहले कहा था याने की x प्लस yz जोकि कैनॉनिकल फॉर्म नहीं है जब सारा वैरियेबल्स मौजूद है तब हम मिनटर्म की बात करते हैं और उसे कैनॉनिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कहते हैं तो यह ट्रुथ टेबल का सम ऑफ प्रोडक्ट वाला रिप्रेजेंटेशन था हम इसका ड्यूअल वर्शन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम भी बना सकते हैं तो उसके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उसे मैक्सटर्म कहते हैं तो यह मैक्सटर्मस कैसे फॉर्म होता है और उसे कैसे डेजिग्नेट करते हैं तो फिर से यदि हम शेनन का एक्सपांशन थ्योरम का ड्यूअल वर्जन से जाए तो और यदि हम फंक्शन को एक्सपांड करें जैसे हमने पहले किया था तो इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के लिए यदि हम एक्सपांड करते जाए तो x प्लस x प्राइम y फिर हमें सारे इंडिविजुअल टर्मस पता है और उसे हम यहां पर सब्सीट्यूट करेंगे हमें पता है कि केवल F00 0 है और बाकी सारे टर्मस 1 है जो हमें कैलकुलेशन से पता चला था फिर जब हम यह करते हैं सारे इंडिविजुअल टर्मस को 1 जनरेट करते हैं और केवल आखरी वाला 0 जनरेट करेगा तो 0 प्लस x प्लस y और बाकी के सारे टर्मस ही 1 है तो वह हमें x प्लस y देता है तो यह हमें मिलता है शेनन के एक्सपांशन थ्योरम के नस्टर्ड वर्जन से यह डुअल वर्जन से और जो करेस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल है वह करेस्पॉन्ड करता है केवल एक लोकेशन को जो कि 0 है मैक्सटर्म के डेफिनेशन के हिसाब से जहां पर भी 0 हो तो हम उससे अनकंपलीमेंटेड या अनप्राइमड तरीके से लेंगे और जब भी 1 रहे तो उसे हम कंप्लीमेंटेड तरीके से लेंगे तो यह एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसका हमें ध्यान रखना है मिनटर्म और मैक्सटर्म के डेसिग्नेशन का और यह एक सम टर्म रहेगा तो दो वैरियेबल्स के बीच में OR साइन रहेगा पिछले वाले केस में 2 वैरियेबल्स के बीच में AND साइन याने की प्रोडक्ट साइन था तो यह इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल के लिए 4 पॉसिबल केसेस है जहां सारे लिटरल्स यानी कि सारे वैरियेबल्स है और उसके टर्मस हैं 0 0 याने की x प्लस y 0 1 यानी कि x प्लस y प्राइम 1 0 याने की x प्राइम प्लस y क्योंकि वह 1 है तो वह x प्राइम है और 1 1 का x प्राइम y प्राइम तो जैसे मैंने कहा यदि 1 रहा तो वह प्राइम रहेगा और 0 रहा तो वह अनप्राइम रहेगा तो डेफिनेशन पर आते हुए सम टर्मस जिसमें फंक्शन के सारे वेरिएबल मौजूद है तो उसे फंडामेंटल सम या स्टैंडर्ड सम या मैक्सटर्म ऐसे कहते हैं फंक्शन जोकि एक n वेरिएबल प्रॉब्लम है मिनटर्म के जैसे ही इसे भी हम M0 M1 M2 और M3 ऐसे डेसिग्नेट करते हैं जहां 0 1 2 3 करेस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट है तो 0 0 M0 है 0 1 M1 है और ऐसे ही चलते जाएंगे कैपिटल M मैक्सटर्म रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल m मिनटर्म रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के लिए फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें हम केवल प्रोडक्ट याने की AND ले रहे हैं सारे मैक्सटर्म्स के जो है एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए फंक्शन आउटपुट जिसमें 0 है वह इनपुट का एक पर्टिकुलर कॉन्बिनेशन जनरेट करता है स्पेसिफिक मैक्सटर्म जनरेट करता हैं अब हम एक 3 वेरिएबल वाला उदाहरण देखेंगे तो x y z सारे 0 है अगर यह 0 हो तो वह अनकंपलीमेंटेड या अन्प्राइमड रहेगा तो करेस्पॉन्डिंग मैक्सटर्म x प्लस y प्लस z रहेगा 0 0 1 के लिए x प्लस y प्लस z प्राइम रहेगा उसी तरीके से 1 1 1 के लिए x प्राइम प्लस y प्राइम प्लस z प्राइम रहेगा तो यह 3 वेरिएबल है इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं n वेरिएबल के लिए और लोकेशन के हिसाब से 0 0 0 क डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 2 है तो आपके पास मैक्सटर्मस M0 M1 M2 से लेकर M7 तक है तो उसी ट्रुथ टेबल के लिए जो हमने पहले देखा था उसमें यहां पर 5 1's थे और उसके मिनटर्म्स 3 4 5 6 7 थे अब हम उसे मैक्सटर्म के रूप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह प्लेसिस जहां पर 0 है वहां पर मैक्सटर्म कंसीडर करना है तो तीन 0's है यहां पर तो तीन मैक्सटर्म्स रहेंगे जिसे हम आखिर में AND करेंगे तो हमें यह देखना है कि हम हर एक मैक्सटर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0 0 यह x y और z का वैल्यू है पहले मैक्सटर्म M0 के लिए तो इसे हम x प्लस y प्लस z इस तरीके से लिखेंगे अगला वाला x प्लस y प्लस z प्राइम है और तीसरा वाला x प्लस y प्राइम प्लस z है तो यह M0 M1 और M2 है इसका ज्यादा कंपैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए पाई का इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब तीनो मैक्सटर्म्स 0 1 2 का मल्टीप्लिकेशन है या फिर AND ing है इसे हम कैनॉनिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसलिए क्योंकि सारे वेरिएबल सारे मैक्सटर्म्स इंवाल्वड है यदि हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया गया हो तो क्या हम उससे दूसरा फॉर्म बना सकते हैं तो जो उदाहरण हमने पहले देखे हैं पहले वाले उदाहरण में हमने देखा कि तीन 1's थे और एक 0 था मिनटर्म रिप्रेजेंटेशन जाने की SOP के लिए हमें यह मिला मैक्सटर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल एक ही टर्म था तो हम इसे क्यों नहीं लिखते हैं आप पाई को निकाल सकते हैं और M0 ऐसे लिख सकते हैं अगर आप देखें तो चार पॉसिबल टर्म्स हैं जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0123 है इनमें से यदि तीन वह जाता है तो उस पूरे सेट से केवल एक ही बचता है जो दूसरे केस में जाता है तो मिनटर्म मैं 113 है तो मैक्सटर्म में 0 ही रहेगा अगले उदाहरण में हमने देखा कि मिनटर्म में 3 4 5 6 7 है और मैक्सटर्म में 0 1 2 है तो 3 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए 0 से लेकर 7 पॉसिबिलिटी है यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज है अगर इनमें से 5 मिनटर्म्स में है यानी कि SOP रिप्रेजेंटेशन में है तो जो बचे हुए तीन है वह मैक्सटर्म बेस्ड रिप्रेजेंटेशन POS जाने की प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के द्वारा में लिया जाएगा तो पूरा सेट माइनस एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म फिर चाहे उसका करेस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट प्लेस कुछ भी हो तो बचा हुआ दूसरे फॉर्म में जाता है तो इस तरीके से हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने अब तक किए हुए डिस्कशन पर अपने दूसरे उदाहरण में Fx y z में मिनटर्म्स 3 4 5 6 7 है यदि हम F x y z का कॉन्प्लीमेंट लेते हैं तो जहां पर भी 0 है वहां पर 1 होगा और जहां पर भी 1 है वहां पर 0 होगा तो F प्राइम x y z जो F x y z का कंपलीमेंट होगा और उसमें मिनटर्म्स 0 1 2 रहेंगे तो यह SOP फॉर्म होगा इन मिनटर्म्स का समेशन जो हमें F x y z का कंप्लीमेंट देगा उस तरीके से जैसे हमने ट्रुथ टेबल में डिफाइन किया है तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं m0 प्लस m1 प्लस m2 F प्राइम x y z से हमें F x y z कैसे मिल सकता है उसके लिए आपको केवल कॉन्प्लीमेंट लेना है अगर हम F प्राइम x y z का कंपलीमेंट लेते हैं याने की डबल इंवर्जन जिसके उत्तर में हमें वही फंक्शन वापस मिलता है तो m0 प्लस m1 प्लस m2 का यदि हम कॉन्प्लीमेंट ले तो डिमॉर्गन थ्योरम से m0 प्राइम AND m1 प्राइम AND m2 प्राइम मिलेगा हमने पहले ही नोट किया है कि मैक्सटर्म बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए F x y z यहां पर कैपिटल M0 कैपिटल M1 कैपिटलM2 है तो हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे ट्रुथ टेबल के लिए यदि हम इस लॉजिक को एक्सटेंड करें तो mi प्राइम और Mi एक समान है जैसे M0 प्राइम करेस्पॉन्ड करता है M0 से तो mi प्राइम जो की ith पोजीशन का मिनटर्म है इसका यदि हम कंपलीमेंट ले तो हमें उसका करेस्पॉन्डिंग मैक्सटर्म ith पोजीशन पर मिलता है तो यह काफी सिंपल सा रिलेशनशिप है जो हमें ध्यान रखना है अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया जाए जिसमें से हमें मिनटर्मस और मैक्सटर्मस निकालना हो तो हम क्या करेंगे हमें ट्रुथ टेबल मिल रहा है उस ट्रुथ टेबल से हम x y z को देख रहे हैं या फिर जो भी इनपुट वेरिएबल कॉन्बिनेशन है उसको देखते हैं जहां पर भी 1's तो हमें उन कांबिनेशंस के लिए मिनटर्मस मिल रहा है और हम उसे एक पर्टिकुलर तरीके से लिखते हैं इसी तरीके से हम मैक्सटर्म के लिए भी करते हैं तो यह एक तरीका है जिससे हमें बुलियन एक्सप्रेशन से सारे मिनटर्मस और मैक्सटर्म मिल सकते हैं यह चीज हमें एलजेब्रिकली भी मिल सकता है ट्रुथ टेबल के तरफ न जाते हुए तो इस उदाहरण के लिए x प्लस x प्राइम है तो हमें इसके मिनटर्म निकालने हैं तो x वाले टर्म में हम y प्लस y प्राइम भी लिख सकते हैं कंप्लीमेंट्रिटी से तो x AND y प्लस y प्राइम रहेगा जहां हम 1 को y प्लस y प्राइम ऐसे लिख रहे हैं इसे यदि हम एक्सपांड करें तो हमें xy प्लस xy प्राइम मिलेगा तो अब आप देख सकते हैं कि सारे लिटरलस यानी कि सारे वेरिएबल मौजूद है तो यह तीन मिनटर्मस हमें मिलता है इसी तरीके से POS के लिए जहां x प्लस y है तो उसे हम x प्लस y प्लस z z प्राइम ऐसे लिख सकते हैं कंप्लीमेंट्रिटी से इसमें हम और कुछ नहीं बल्कि 0 से सम कर रहे हैं या 0 से OR कर रहे हैं इससे फाइनल आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं होगा फिर हम डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ अप्लाई करेंगे तो उत्तर में हमें x प्लस y प्लस z AND x प्लस y प्लस z प्राइम मिलता है उसी तरीके से दूसरा टर्म जो कि x प्लस z उसे हम OR करेंगे y y प्राइम के साथ और फिर डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ अप्लाई करेंगे जिस के उत्तर में हमें x प्लस z प्लस y AND x प्लस z प्लस y प्राइम ऐसे मिलता है तो आप देख सकते हैं कि x प्लस y प्लस z दो जगहों पर आ रहा है जिनमें से हम एक रखेंगे और फिर हमें मैक्सटर्म्स मिल जाता है जो कि M0 M1 M2 है तो हम अलजेब्रिकली भी मैक्सटर्म्स पर पहुंच सकते हैं अब इन कैनॉनिकल फॉर्म का इंप्लीमेंटेशन काफी स्टैंडर्ड है तो SOP फॉर्म का एक उदाहरण हम देखेंगे इस केस में AND का बैंक लेना है जिसके बाद OR गेट लगाना है तो यह वह उदाहरण है जहां मिनटर्म्स 3 5 6 7 है तो यह सारे टर्म्स का फिर OR होता है याने की फाइनल फंक्शन आउटपुट के लिए इन सब का सम करते हैं तो m3 A बार B C है 3 मतलब 0 1 1 है तो A बार B C एक इनपुट है जो जेनरेट कर रहा है 1 मिनटर्म को 5 इससे जनरेट होता है 6 A B C प्राइम से जेनरेट होता है और 7 A B C से जनरेट होता है आखिर में इन सब को हम OR करते हैं SOP रिलाइजेशन के लिए इसे हम 2 लेवल कहते हैं इसमें हम अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल कंपलीमेंटेड और अनकंपलीमेंटेड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है तो दोनों A और A बार इनपुट साइड पर अवेलेबल है नहीं तो अगर केवल A अवेलेबल होगा तो हमें A बार के लिए एक दूसरा NOT गेट की जरूरत होगी तो इस तरीके से हम यह सोच सकते हैं कि वह एक और लेवल से बढ़ता है तो यहां पर हमारा असप्शन यह है कि दोनों A और A बार इनपुट साइड पर साइमलटेनसली अवेलेबल है तो यह दो लेवल है पहला AND बैंक का और दूसरा OR गेट का तो इनकी जरूरत है इस कैनॉनिकल SOP फॉर्म के टू लेवल इंप्लीमेंटेशन के लिए POS के लिए भी समान है तो इसके लिए OR का बैंक होगा जिसके आगे मल्टी इनपुट AND गेट होगा जो निर्भर डिपेंड रहेगा कितने OR गेटस यूज किए हैं उस पर तो प्रैक्टिकली जैसे मैंने पहले बताया था फैन इन फैन आउट यह सारी चीजें कंसीडर करनी होगी अगर इसे हम नहीं मानते हैं तो हमें दूसरा तरीका लेना होगा जिससे हम देख सकते हैं कि यह सब सही है तो यहां पर 0 3 6 है 0 मतलब A प्लस B प्लस C है 3 मतलब A प्लस B बार प्लस C बार है तो 0 के लिए जैसे हमने नोट किया था वह मैक्सटर्म जेनरेशन के लिए अनकंपलीमेंटेड ही जाता है आखिर में 6 मतलब A बार प्लस B बार प्लस C तो इन सारे आउटपुट को हम AND करते हैं और हमें फाइनल आउटपुट मिलता है तो यह भी 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन है मल्टी लेवल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा तो अब हम एक उदाहरण लेंगे 3 लेवल इंप्लीमेंटेशन का तो ABC प्लस D AND E प्लस F है तो आप देख सकते हैं कि तीन स्टेजस है इसको हम 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम D AND E प्लस F को एक्सपांड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ को फॉलो करते हुए तो इससे हमें 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन मिलता है तो आप NAND NAND और NOR NOR बेस्ड टू लेवल सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं SOP और POS फॉर्म रिस्पेक्टिवली के रिलाइजेशन के लिए यह कुछ चीजों के लिए यूज़फुल है वह केवल एक तरीके का गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह स्पष्ट है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से जो यहां पर दिखाया गया है AB CD और EF मान लो कि यह एक SOP रिलाइजेशन है तो इस केस के लिए हम इसका डबल कॉन्प्लीमेंट लेंगे फिर डिमॉर्गन थ्योरम से आप देख सकते हैं की AB AB प्राइम बन जाता है तो यह NAND ऑपरेशन है यह CD का NAND ऑपरेशन है और यह EF का NAND ऑपरेशन है आखिर में हर एक इंडिविजुअल NAND आउटपुट को AND करते हैं और कंपलीमेंट करते हैं याने की एक और NAND ऑपरेशन इंवाल्वड है लास्ट स्टेज में सेकंड लेवल पर आपको वही SOP मिलता है AND और OR के बजाए इसका मतलब आप को NAND मिलता है जो AND बैंक को रिप्लेस करता है और दूसरा NAND जो फाइनल OR गेट को रिप्लेस करता है तो आपको यह केवल एक वैरायटी ऑफ गेट के इस्तेमाल से मिलता है यहां पर एक उदाहरण है यहां पर आपको m3 मिनटर्म मिल रहा है कैनॉनिकल फॉर्म के इस्तेमाल से वह कोई भी फॉर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हमने एक उदाहरण में दिखाया था तो बेसिकली मिनटर्म 3 को हम A बार B C ऐसे लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसका जो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट है वह A बार B C है तो वह उसका करेस्पॉन्डिंग NAND टर्म है जो जनरेट होगा और फिर यह मिनटर्म को इस्तेमाल करेंगे बाकी सारे NAND गेट आउटपुट के साथ SOP रिलाइजेशन के लिए पर इसमें हम NAND NAND इंप्लीमेंटेशन ही कर रहे हैं इस उदाहरण में हम आपको करेस्पॉन्डिंग IC नंबर 3 इनपुट के लिए 7410 है 4 इनपुट के लिए IC नंबर 7420 है अगर आप याद करें तो 2 इनपुट NAND गेट का IC नंबर 7400 है जो हमने पहले देखा है यह सेम चीज POS रिप्रेजेंटेशन के लिए लागू है जो हम NOR NOR गेट के इस्तेमाल से कर सकते हैं इस केस में उसी तरीके से मान लो ओरिजिनल एक्सप्रेशन AB प्लस CD प्लस EF है ऐसा कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं तो यह OR गेट है OR का बैंक है शुरुआत में और फाइनल स्टेज पर यानी कि सेकंड लेवल पर AND है तो इस केस में भी फिर से हम डबल कंप्लीमेंट ले रहे हैं और फिर हम डिमॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह एक NOR गेट है यह दूसरा NOR गेट है यह एक और NOR गेट है और आखिर में एक 3 इनपुट NOR गेट इन सब को कंबाइन करता है जिससे हमें NOR NOR लेवल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसी तरीके से इस पर्टिकुलर उदाहरण में हमारे पास एक NOR का बैंक है जिसके आगे हम एक फाइनल NOR आउटपुट स्टेज लगाते हैं और इससे हमें सेम रिजल्ट ही मिलता है तो खत्म करते हुए हम सर्किट लेवल रिलाइजेशन का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट का नोट करेंगे जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह केवल एक एंटिटी है जो कुछ इनपुट वोल्टेज लेता है और उससे कुछ आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है उदाहरण के तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो A और B को इनपुट के तौर पर लेता है क्योंकि यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो स्विचिंग इंवॉल्वड है इन केवल लॉजिक है यानी कि कोई वोल्टेज लेवल हाई या लो तो यह दो केसस है तो बेसिकली हम हाई या लो यही सेंड कर रहे हैं और उससे करेस्पॉन्डिंग आउटपुट जेनरेट होता है जो या तो हाई होगा या फिर लो होगा तो यह भी सिमिलर पॉसिबिलिटीज है और जो सर्किट हमारे पास है उसमें यह सारे कैरेक्टरस्टिक्स हैं तो यदि इनपुट लो और लो रहा तो आउटपुट वोल्टेज भी लो रहेगा इनपुट लो और हाई रहा तो आउटपुट वोल्टेज हाई रहेगा इनपुट हाय और लो रहा तो आउटपुट वोल्टेज भी हाई रहे इनपुट हाई और हाई रहा तो आउटपुट वोल्टेज भी हाई रहेगा तो अगर हम हाई वोल्टेज को 1 यानी कि बायनरी वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं और लो वोल्टेज को बायनरी वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तो इसे हम एक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 0 0 लो लो रहेगा जिसका आउटपुट 0 है 0 1 लो हाई रहेगा जिसका आउटपुट 1 है और ऐसे ही चलते जाएंगे तो इस तरीके से हमें OR लॉजिक ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल मिलता है तो जब हाई 1 से एसोसिएटेड है यानी कि हाई वोल्टेज को 1 से एसोसिएट करते हैं और लो वोल्टेज को 0 से एसोसिएट करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं अपने जो डिस्कशन हमने पहले की और जो फ्यूचर में करेंगे हम बेसिकली पॉजिटिव लॉजिक से ही डील करेंगे पर हमें नेगेटिव लॉजिक का भी नोट करना होगा वह हम कुछ समय पर इस्तेमाल करेंगे जब उसकी जरूरत होगी तो नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है वह पॉजिटिव लॉजिक का ऑपोजिट है तो हाई वोल्टेज को लॉजिक लो या बायनरी वैल्यू 0 या लॉजिक फॉलस माना जाता है और लो वोल्टेज को बाइनरी वैल्यू 1 या ट्रू माना जाता है तो इस केस में लो लो 1 1 बन जाता है क्योंकि लो 1 है लो हाई 1 0 है और इसका आउटपुट हाई है मतलब यहां पर हाई वोल्टेज याने की बायनरी वैल्यू 0 है तो यह 0 है तो 0 1 का 0 0 0 का 0 है यदि आप इस टेबल को देखें तो हम देख सकते हैं यह AND ट्रुथ टेबल से मैच कर रहा है केवल इतना ही फर्क है कि 1 1 शुरुआत में लिखा हुआ है तो यह चीज मैटर नहीं करता है क्योंकि सारे पॉसिबल कांबिनेशंस के बारे में हम बात करते हैं तो 0 0 को आप टॉप में लिखे या 1 1 को आप टॉप में लिखें उसका मीनिंग और सिग्निफिकेंस वही रहता है तो वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आप यहां पर बॉक्स देख रहे हैं जो हाई या लो वोल्टेज जनरेट करता है जोकि आश्रित है इनपुट पर हम क्या देते हैं लो या हाई वोल्टेज और उसके हमें करेस्पॉन्डिंग यह वैल्यूस मिलते हैं तो वही सर्किट पॉजिटिव OR गेट है और वही नेगेटिव AND गेट है उसी तरीके से किसी भी दूसरे सर्किट में भी आप इंटरकनेक्शन देख सकते हैं वही सर्किट जिसे हम पॉजिटिव OR AND NAND और NOR गेट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं उसी को नेगेटिव लॉजिक फॉलो करते हुए हमें इक्विवेलेंट AND OR NOR और NAND गेट मिलता है तो बेसिकली यह चीज है जो आपको मिलता है इस चीज को हमें और जहां जरूरत पड़े उसका हमें इस्तेमाल करना है एनालिसिस के लिए सारांश लेते हुए मिनटर्म्स का OR लेने से कैनॉनिकल SOP फॉर्म मिलता है और AND लेने से POS फॉर्म मिलता है मिनटर्म्स और मैक्सटर्म्स हमें ट्रुथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से मिल सकता है कैनॉनिकल फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 लेवल SOP रिलाइजेशन AND OR और NAND NAND से कर सकते हैं POS रिलाइजेशन OR AND और NOR NOR से कर सकते हैं वही हार्डवेयर नेगेटिव लॉजिक बेस्ड रिलाइजेशन प्रोवाइड करता है जिसमें हाई और लो वोल्टेज का अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन है